स्वागत है दोस्तों जैसा कि मैंने कहा था कि अब आपको पता हैं इसे अनुसंधान कहते हैं अब हम इथनोग्राफी के बाद आगे बढ़ेंगे हम डेप्थ इंटरव्यू में प्रवेश करेंगे फोकस ग्रुप डिस्कशन और केस स्टडी और तीन अन्य तरीकों से क्वालिटेटिव रिसर्च करने का जो अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि उनके लाभ और कुछ चरणों में इथनोग्राफी जरुरी हो सकती है जैसा कि हम पहले चर्चा की हैं और केस स्टडी आवश्यक है पूरे केस को समझने के लिए या एक फर्म या संगठन या इसी तरह का कोई ग्रुप डिस्कशन जो कुछ फोकस ग्रुप के साथ की जाती है और डेप्थ इंटरव्यू क्या है आमतौर पर छात्र और शोधकर्ता यह सोचते हैं कि इंटरव्यू एक प्रश्नावली की तरह है कि हम एक प्रश्नावली भेज और समय और प्रतिवादी से जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करें और फिर इस डेटा का उपयोग कुछ सही अनुमान लगाने के लिए करें लेकिन यह साक्षात्कार या एक प्रश्नावली का मामला है जहां हम राय नहीं लेते हैं हम किसी विशेष क्षेत्र पर विशेष अध्ययन पर बड़ी संख्या में लोगों की राय लेते हैं उदाहरण के लिए आपने शायद साक्षात्कार लिए हैं मान लें कि प्रश्नावली एक मानक प्रारूप है मान लें आप ने तीन लोगों को प्रश्नावली भेजी तो आपको 300 लोगों के उत्तर प्राप्त हुए हैं और उसके बाद आप इसका इस्तेमाल एक अलग अध्ययन हैं लेकिन जब हम डेप्थ इंटरव्यू कह रहे हैं तो इसका मतलब है जैसे कि आप उदाहरण के लिए टेलीविजन चैनलों पर देखते हैं जहां एक एंकर या एक मेजबान अतिथि का साक्षात्कार लेता है एक विशेष विषय पर है यह समझने के लिए की कभी कभी मुद्दे ऐसे होते हैं जिन्हें हम बड़ी संख्या में लोगों से नहीं पूछ सकते लोगों की संख्या क्योंकि कभी कभी ज्ञान की उपलब्धता की कमी के कारण यह भी कहते हैं कि हथियारों और गोला बारूद के बारे में बात करने के लिए सबसे अच्छा व्यक्ति कौन होगा उदाहरण के लिए एक सेना प्रमुख या रक्षा मंत्री या उस क्षमता का कोई व्यक्ति जिसकों जानकारी हो कि भविष्य में देश को किस ऊर्जा की आवश्यकता होगी हम एक मामले का उपयोग करते हैं आप डेप्थ इंटरव्यू जानते हैं जहां हम कुछ लोगों की राय लेते हैं और हम बहुत व्यापक तरीके से लेते हैं एक असंरचित प्रत्यक्ष व्यक्ति इंटरव्यू हो सकता है जिसमें एक प्रतिवादी का एक उच्च कुशल सर्वेक्षक ने इंटरव्यू लिया है पहले यह असंरचित या संरचित किया जा सकता है हमेशा यह असंरचित है क्योंकि यह इससे और अधिक लचीला हो जाता है तो आप एक नया विचार ला सकता है आप आवश्यकता के अनुसार अध्ययन की दिशा बदल सकते हैं आप कुछ जोड़ना चाहता है आप अपनी पहली सोच को हटा सकते हैं आप परिवर्तन कर सकते हैं और जब प्रतिवादी एक ही है ज्यादातर वो अपने क्षेत्र का विशेषज्ञ है और उसको उच्च कुशल साक्षात्कारकर्ता लेता हैं अब यह बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आपने बीबीसी संवाददाता देखा होगा व्यक्ति जो एक विशेषज्ञ है और वो अत्यधिक कुशल साक्षात्कारकर्ता हैं और आपको इस तरह के साक्षात्कार का सामना करना पड़ता है इतना कठिन है कि लोग टूट जाते हैं उनको नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है तो यह साक्षात्कारकर्ता के कौशल पर निर्भर करता है कि वह विषय की सही मंशा विश्वास रवैये और भावना को उजागर करें तो अब कोई इस साक्षात्कार लेने के तरीके में कैसे आगे बढ़ता है जब हम एक गहन साक्षात्कार लेते हैं तो मूल रूप से तीन चीजें होती हैं पहली सीढ़ी दूसरी सीढ़ी जिसके माध्यम से आप पूछना शुरू करते हैं पूछताछ की रेखा उत्पाद विशेषताओं से उपयोगकर्ता विशेषताओं तक जाती है इसलिए यह आपको बताता है कि कैसे जाना है तो यह तकनीक शोधकर्ता को उपभोक्ताओं के नेटवर्क में टैप करने की अनुमति देता है उदाहरण के लिए यह एक अध्ययन है जो संयुक्त एयरलाइंस द्वारा किया गया था वास्तव में वे जानना चाहते थे कि लोग क्या पसंद करते हैं विमान की चौड़ाई महत्वपूर्ण है या नहीं तो उन्होंने पाया कि लोगों को विमान की चौड़ाई पसंद है और फिर उन्होंने पूछा कि क्यों ग्राहक ने कहा कि मैं अब और काम कर सकता हूं मुझे नहीं पता कि यह कैसे जुड़ा हुआ है लेकिन उन्होंने कहा कि जब यह चौड़ा हो तो हम और काम कर सकते हैं शायद उनके हाथों और कोहनी लिए और जगह है और मैं अधिक काम कर सकता हूं मैं अपने बारे में अच्छा महसूस करता हूं इसलिए यह सफलता की उपलब्धि से जुड़ा है और अंत में स्थिति सही है मैं अच्छा महसूस करता हूँ उत्पाद विशेषताओं से कंपनी उपभोक्ता विशेषज्ञों की तरफ जाती है परिणाम स्वरूप कंपनी एडवरटाइजिंग थीम पर आती है क्योंकि वो विज्ञापन के साथ लोगों से कनेक्ट होती है कि अगर आप हमारी एयरलाइन का उपयोग करेंगे तो आपको अच्छा महसूस होगा आप तो प्रतिष्ठा का प्रतीक भुना लिया गया यूनाइटेड एयरलाइंस द्वारा दूसरा आपके पास छिपे हुए मुद्दे हैं अब छिपे हुए मुद्दे क्या हैं अब यदि आप ध्यान देते हैं फोकस सामाजिक रूप से साझा मूल्यों पर नहीं है हमारी कुछ इच्छाएं और हित हैं लेकिन कई बार हम उन्हें समाज के डर के कारण दबा देते हैं क्योंकि लोग हम पर हंस सकते हैं लोग आभासी दुनिया में आ रहे हैं वे कम से कम उनका आनंद लेना चाहते हैं तो यह पोटेंशियल नया हैं एक ऐसा क्षेत्र है जहां लोग वास्तव में काम कर सकते हैं इसलिए सामाजिक रूप से साझा मूल्य बल्कि व्यक्तिगत दुखों पर ध्यान केंद्रित हैं सामाजिक रूप से साझा मूल्यों पर नहीं है ऐसे में कई बार लोग इसका खुलासा नहीं कर पाते हैं उदाहरण के लिए आप कल्पनाएँ देखते हैं कि मेरी कल्पनाएँ कैसी हैं किस तरह का मुझे कार्य जीवन चाहिए या मैं किस प्रकार का सामाजिक जीवन सोच रहा हूँ इसलिए लोगों के अलग अलग स्वाद होते हैं कुछ की ऐतिहासिक चीजों के लिए कल्पनाएं होती हैं वे कुलीन होना चाहते हैं यह मर्दाना दृष्टिकोण या आक्रामक दृष्टिकोण और प्रतिस्पर्धी गतिविधियां हैं उदाहरण के लिए वे प्रकृति में बहुत प्रतिस्पर्धी होना चाहते हैं अब ये चीजें कुछ ऐसी हैं जो प्रारंभिक चरण में बहुत स्पष्ट नहीं है लेकिन यह लोगों के भीतर छिपा हुआ है इसलिए इन चीजों को जब लुफ्थांसा एयरलाइंस ने किया तो उन्होंने यह पता लगाने के लिए अध्ययन किया कि लोग अधिक मर्दाना दृष्टिकोण चाहते थे इसलिए वे रेड बैरन प्रवक्ता का उपयोग करें जो विश्व युद्ध में इस्तेमाल किया गया था इसलिए वे इस तरह के लाल बैरन प्रवक्ता व्यक्ति का उपयोग करते हैं जैसा कि आप जानते हैं कि उनके व्यक्तित्व को सही ढंग से प्रतिबिंबित करने के लिए एयरलाइंस का व्यक्तित्व तो क्या समझाया गया था मूल रूप से एयरलाइनों की आक्रामकता उच्च स्थिति के प्रतीक और एयरलाइन की प्रतिस्पर्धी विरासत का संचार करता था उसने एयरलाइंस को एक नया व्यक्तित्व दिया है इसलिए लुफ्थांसा ने जब ऐसा किया था बहुत आश्चर्य की बात है कि यह वास्तव में बाजार में उनकी छवि को बेहतर बनाने में मदद करता है और इस प्रकार उनकी बिक्री में भी सुधार हुआ है दूसरा यह है कि प्रसिद्ध मार्लबोरो आदमी के बारे में कौन नहीं जानता हैअधिकांश सुपर स्टार्स ने इस विज्ञापन को किया है आप इसे देख सकते हैं आए जहां जायके हैं और क्यों यह विज्ञापन इतना ऐतिहासिक विज्ञापन बन गया आप देखते हैं कि यह आदमी एक चरवाहे की तरह दिखता है उसके कंधे पर एक रस्सी या कुछ और है वह सिगरेट पी रहा है सिगरेट प्रतिबंध हैं वे स्वस्थ नहीं हैं लेकिन यह कंपनी मार्लबोरो ने शुरू कर दिया था तो उन्हें लगा कि अधिक से अधिक मर्दाना देखने के लिए यह लोगों की अंतर्निहित प्रेरणा थी और कभी कभी महिलाओं को भी सराहना करते देखा गया है तो ऐसा करने के लिए उन्होंने एक चरवाहे के व्यक्तित्व को किसी ऐसे व्यक्ति से जोड़ा जो मार्लबोरो सिगरेट का सेवन कर रहा है जिसके परिणामस्वरूप यह विशेष विज्ञापन बेहद सफल अभियान बन गया मार्लबोरो दुनिया के सबसे सफल उत्पादों में से एक बन गया तो इस प्रकार यहाँ गुणात्मक शोध यह समझता है कि आपकी आंतरिक प्रेरणा क्या है आपकी आंतरिक इच्छा क्या है और यह उन गुप्त इच्छाओं का उपयोग करता है और इसे सतह पर लाता है तीसरा प्रतीकात्मक विश्लेषण है अब यदि आप प्रतीकात्मक शब्द को समझते हैं तो प्रतीकात्मक का अर्थ है कि यह कुछ सही का प्रतिनिधित्व करता है तो यहाँ क्या किया जाता है प्रतीकात्मक विश्लेषण वस्तुओं के प्रतीकात्मक अर्थ का विश्लेषण करने का प्रयास करता है कि यह वस्तु आपके लिए क्या मायने रखती है उदाहरण के लिए उनके विपरीत के साथ उनकी तुलना करके इसलिए इसकी तुलना उनके विपरीत के साथ की जाती है तार्किक विपरीत उदाहरण के लिए उत्पादों का गैर उपयोग काल्पनिक गैर उत्पाद के गुण मूल रूप से सही हैं आइए हम कुछ प्रश्नों को लें फिर से यह एक एयरलाइन द्वारा किया गया था उसने क्या किया यदि आप हवाई जहाज का उपयोग नहीं कर सकते हैं तो वे जनता को एक स्थिति में डाल देंगे मान लीजिए मैं आपसे यह प्रश्न पूछता हूं कि क्या होगा यदि आप हवाई जहाज का उपयोग नहीं कर सकते हैं तो आपके पास खुद का जवाब होगा कोई सोच सकता है हम कैसे चलते हैं गतिशीलता प्रभावित होंगी कोई सोचेगा कि चीजों को कैसे ले जाया जाएगा सबके अलग अलग मत आएंगे लेकिन बहुत ही दिलचस्प राय आई की विमानों के बिना पत्र और लंबी दूरी की कॉल पर निर्भर रहना होता था यह जवाब सबसे अधिक बार जनता के साथ प्रतिक्रिया में दिया जाता था तो जब उन्होंने बिना विमानों के यह कहा तो मुझे पत्रों और लंबी दूरी की कॉलों पर भरोसा करना होगा इसका मतलब है कि हवाई जहाज न केवल लोगों के ट्रांसपोर्टर हैं बल्कि उन्हें पत्रों की तरह संचार चीजों के ट्रांसपोर्टर के रूप में भी समझा जाता है अब इस एयरलाइंस ने प्रबंधक के आमने सामने संचार को बेचना शुरू कर दिया है वे एक विज्ञापन विषय के साथ आए और कहा कि एयरलाइन मैनेजर के लिए वही करेगा जो फेडरल एक्सप्रेस पैकेज के लिए करता है तो उन्होंने कहा प्रबंधक वो लोग हैं जो मूल रूप से उड़ान भरते हैं तो बिल्कुल वैसा ही करना होगा जैसे फेडरल एक्सप्रेस एक पैकेट को सुरक्षित पहुंचाया करता है तो यह कहकर उन्होंने सुरक्षा के प्रतीकात्मक अर्थ को जोड़ा और यह एक और महत्वपूर्ण बात है जो डेप्थ इंटरव्यू से निकलती है अब उत्तरदाता की विस्तृत जांच के माध्यम से जाते हैं उदाहरण के लिए ऑटोमोबाइल खरीदते समय वे क्या देखते हैं मैं आपको डिटर्जेंट का एक बहुत ही रोचक उदाहरण बताता हूं एक डिटर्जेंट कंपनी यह समझना चाहती थी कि गृहिणियां जब वे डिटर्जेंट खरीदती हैं तो क्या देखती हैं इसलिए यह वास्तव में डेप्थ इंटरव्यू का हिस्सा नहीं है यह फोकस समूह का मामला था इस पर मैं आगे जाऊंगा लेकिन इसी तरह उन्होंने पाया कि लोग किसी विशेष उत्पाद को बहुत अलग कारणों से खरीद रहे हैं कभी कभी वे प्रतीकात्मक कारण होते हैं कभी कभी उनके पास एक अर्थ छिपा होता है और इस तरह उत्पाद लोकप्रिय हो रहा है कभी कभी हम उदाहरण के लिए कहते हैं माइकल जैक्सन ने भी इस उत्पाद का इस्तेमाल किया था तो है प्रकृति में अधिक प्रतीकात्मक हो जाता है और लोगों को और अधिक प्रोडक्ट से प्यार होता है यही कारण सेलिब्रिटी समर्थन बहुत लोकप्रिय हो जाता है अनुसंधान विपणन और गोपनीय या संवेदनशील टॉपिक की चर्चा करना विपणन में बहुत लोकप्रिय है उदाहरण के लिए अपनी वित्तीय स्थिति कॉन्ट्रसेप्टिव जटिल व्यवहार की समझ के कारण लोग कैसे खरीदते हैं और क्यों खरीदते हैं यहां तक कि यांत्रिक उपकरण भी यह समझने के लिए उपयोग करते हैं कि क्या होता है जब लोग किसी विशेष चीज को देखते हैं उदाहरण के लिए छात्र का आकार जो थोड़ा विस्तारित हो जाता है तो जब यह स्वचालित रूप से विस्तारित हो जाता है तो इसका मतलब है कि व्यक्ति इसे पसंद कर रहा है और यह प्रभावी हो रहा है तो पेशेवर लोगों के साथ सही साक्षात्कार प्रभावित हो रहा है यह औद्योगिक विपणन बी 2 बी अनुसंधान के सभी उत्तरदाता अत्यधिक शिक्षित हैं और ये पेशेवर संचालित हैं तो आपके पास डेप्थ इंटरव्यू की नॉलेज होनी चाहिए उदाहरण के लिए अपने शोध के बारे में समझने के लिए गहन साक्षात्कार उदाहरण के लिए निर्माण फर्म फर्म आउटसोर्स क्यों हैं उदाहरण के लिए एक विषय है अब इसका जवाब हर किसी के द्वारा नहीं दिया जा सकता है इसलिए वे वीपी हो सकते हैं खरीद सोर्सिंग मैनेजर जो आपको बता सकता है कि वे क्या देखते हैं जब वे किसी विशेष घटक या उत्पाद को आउटसोर्स करते हैं सही साक्षात्कार प्रतियोगियों को समूह सेटिंग में जानकारी को फिर से दिखाने की संभावना थी अब प्रतियोगी स्पष्ट रूप से कभी नहीं जान पाएंगे कि साक्षात्कार या कुछ और में एक खुले मंच पर उनके विचारों को विविध करते हैं तो कभी कभी ऐसे मामलों में ऐसा करने के लिए समूह सेटिंग की आवश्यकता होती है जो फोकस समूह में हो सकता है जैसा कि सोनी प्लेस्टेशन 3 मामले के साथ हुआ कि कैसे डेप्थ इंटरव्यू का उपयोग किया गया था उपभोक्ता के रवैये को निर्धारित करने और प्ले स्टेशन 3 को खरीदने की प्रेरणा के लिए किया गया था अब कुंजी अंतर्दृष्टि क्या हैं जब उन्होंने उनका गहन साक्षात्कार किया जो मूल रूप से उन उत्पादों का उपयोग कर रहे थे तो उन्होंने पाया कि दोस्त एक साथ आ रहे है और फिर शाम को खेल रहे हैं चुनौती देने वाले खेल जिसमें अधिक सोच और सही निर्णय की आवश्यकता होती है क्योंकि वे अधिक मुश्किल थे पहली की तरह बजाय एक खेल के तो पूरा खेल अब एक पहेली की तरह बन गया तो कुछ खेल वयस्कों के लिए अनुकूल थे बच्चों के लिए नहीं थे क्योंकि कोई बच्चों के खेल नहीं खेलना चाहता लेकिन वो उच्च गुणवत्ता वाले गेमिंग अनुभव में भाग लेना चाहते हैं लोग यही चाहते है तो कंपनी ने यह विचार का उपयोग किया की आप को बड़े शहरों में क्लब में खेल कियोस्क को सेट अप किया वयस्कों को आकर्षित करने के लिए तो सोनी प्ले स्टेशन वायर्ड स्पोर्ट्स जैसी पत्रिका में अधिक परिपक्व विज्ञापन होने लगे जो वयस्कों को सोनी प्लेस्टेशन 3 की ओर आकर्षित करते हैं विज्ञापन कुछ कार्यक्रमों के माध्यम से किया गया था जैसे कि बहुत लोकप्रिय दोस्त और जो दिखाया गया था जोएल और चांडलर प्ले स्टेशन 3 में गेम खेल रहे थे इसलिए कंपनी को अधिक मांग का एहसास हुआ कि यह उपभोक्ता व्यवहार पैटर्न के बारे में सीखना जारी रखा गया था तो डेप्थ इंटरव्यू न केवल अंतर्दृष्टि को समझने में मदद करता है बल्कि उपभोक्ताओं के लिए इसे बेहतर मार्केटिंग अनुभव भी बनाता है अब हम अगली महत्वपूर्ण बात जो गुणवत्ता अनुसंधान फोकस समूह चर्चा में है पर जाते हैं जैसा कि मैंने कहा एक फोकस समूह जैसा कि एक साथ बैठे लोग और एक विशेष मुद्दे के बारे में चर्चा कर रहे हैं वहाँ एक प्रशिक्षित मॉडरेटर है जो मूल रूप से पूरे समूह की मध्यस्थता करता है और मुख्य उद्देश्य जानकारी पहुंचाना होता है एक फोरम बनाकर जहां उत्तरदाता अधिक आराम महसूस करते हैं और वे कुछ बोल सकते हैं जो अन्यथा वे नहीं कहते तो यह कैसे किया जाता है एक समूह मूल रूप से 8 12 का यह छोटा समूह है जैसा कि मैंने कहा कि नमूनों की संख्या बहुत सीमित है इस 8 12 लोगों को चुनने में बहुत सावधानी बरतनी होगी क्योंकि आपके पास अधिक का कोई विकल्प नहीं है तो समूह रचना ज्यादातर प्रकृति में सजातीय है और योग्य है कि सभी उत्तरदाताओं का पहले से ही परीक्षण किया गया है शारीरिक सेटिंग बहुत ही अनौपचारिक है समय अवधि 1 से 3 घंटे है इसे 1 से 3 घंटे में ही क्यों रखा जाता है एक बड़ा कारण है शुरुआती समय कुछ मिनट का हो सकता है कि हो सकता हैं लोग सड़क पर न आ पाएं यही कारण है कि बहुत अधिक समय अवधि है और ऑडियो और वीडियो कैसेट का उपयोग रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है हो सकता है कि वे अपनी आवाज का मॉडुलन और उनका स्वर उनकी आक्रामकता उनकी जोरदार प्रकृति और फिर वे मूल रूप से कैसे व्यवहार कर रहे हैं बॉडी लैंग्वेज और उन सभी चीजों को ठीक से रिकॉर्ड करना होता है मॉडरेटर मूल रूप से अवलोकन कर रहा है वह देख रहा है वह चर्चा की गति को बनाए रखने में मदद कर रहा है और यह पूरी तरह से संचार कौशल पर निर्भर करता है क्या कहते हैं यह कैसे करता है क्या कदम हैं सबसे पहले समस्या को परिभाषित करना है हम क्या करने जा रहे हैं फोकस ग्रुप डिस्कशन में कहें हम क्या करने जा रहे हैं उद्देश्य क्या है फिर गुणात्मक शोध के उद्देश्यों को निर्दिष्ट करें उत्तर दिए जाने वाले प्रश्नों के उद्देश्यों को सही तरीके से बताएं जाहिर है जब आप फोकस समूह कर रहे हैं तो आपको बहुत स्पष्ट होना चाहिए कि आप पथ से विचलित नहीं हो यदि आप बहुत अधिक विचलित हो जाते हैं तो यह एक समस्या है तो हो सकता है कि आप उद्देश्यों को ठीक से पूरा नहीं कर पा रहे हों फिर मॉडरेटर को ऐसा करने के लिए सबसे पहले आपके पास उचित प्रश्न होने चाहिए तो ऐसा करने के लिए मॉडरेटर की अपनी रूपरेखा होनी चाहिए तो रूपरेखा और कुछ नहीं बल्कि सीमा है जिसके भीतर मॉडरेटर को चर्चा रखनी होती है और इससे बाहर नहीं जाना होता है और फिर साक्षात्कार आयोजित करना होता है समूह साक्षात्कार और फिर चर्चा साक्षात्कार आयोजित करना होता है और फिर अंत में हम टेप की समीक्षा करने और डेटा देखते हैं और निष्कर्षों को संक्षेप में करते है जैसा कि मैंने कहा कि मॉडरेटर चर्चा को आगे बढ़ाता है और विकसित करता है वह मूल रूप से सही चर्चा शुरू करता है अब अन्य प्रमुख गुण होना चाहिए जो आप अच्छी तरह से जानते हैं उसे दयालु होना है उसे अनुमेय होना है बाकी लोगों को शामिल करें और उसे सामान्यीकृत टिप्पणियों के बजाय अधिक विशिष्ट चीज़ों के बारे में बात करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए तो मॉडरेटर की कुछ अन्य योग्यताएं हैं उन्होंने प्रतिभागियों को प्रोत्साहित करना चाहिए वह बहुत लचीला होना चाहिए क्योंकि अगर यह होता है तो चर्चा बेहतर हो सकती है और मॉडरेटर को नियोजित रूपरेखा को सही ढंग से सुधारने और बदलने में सक्षम होना चाहिए इसका मतलब है कि थोड़ा बदलाव करने के लिए पर्याप्त लचीला होना चाहिए और ऐसा रखना चाहिए जैसे कि आप स्टीयरिंग पकड़ रहे हैं आप कार चला रहे हैं तो दिशा बदलने में सक्षम होने चाहिए जब आवश्यक हो और मॉडरेटर को मार्गदर्शन करने के लिए पर्याप्त संवेदनशील होना चाहिए कुछ लोग भावनात्मक रूप से बहुत स्वस्थ नहीं होते हैं और वे बहुत संवेदनशील होते हैं इसलिए उनका ध्यान रखना पड़ता है कोई बहुत साक्षर नहीं हो सकता है या बहुत मुखर नहीं हो सकता है इसलिए उन्हें इन सभी चीजों को संतुलित करना होगा तो यह दो तरफा फोकस समूह हो सकता है जहां एक समूह सुनता है और फिर वे बोलते हैं उदाहरण के लिए चिकित्सकों ने गठिया रोगियों के एक फोकस समूह को देखा उनके इच्छित उपचार पर चर्चा की अब मरीज को एक खास तरह की इच्छा थी जिसकी चर्चा वे आपस में कर रहे थे और डॉक्टर सिर्फ उनकी बात सुन रहे थे इसलिए जब वे सुन रहे होते हैं तो वे यह बता सकते थे कि लोग वास्तव में क्या पसंद करते हैं और क्या चाहते हैं अब यह दवा है इसलिए हम यह नहीं कह सकते कि रोगी क्या चाहता है जो हमें देना है लेकिन एक उत्पाद के मामले में यदि निर्माता इसे देख रहे हैं तो वे लोगों को देख सकते हैं और सोच सकते हैं कि उन्हें क्या देना चाहिए दोहरा मॉडरेटर समूह वह है जहां दो मॉडरेटर होते हैं एक सुचारू प्रवाह के लिए जिम्मेदार होता है और दूसरा केवल यह सुनिश्चित करता है कि विशिष्ट मुद्दों पर चर्चा की जाए क्योंकि कभी कभी प्रवाह में संभावना है कि आप महत्वपूर्ण प्रश्न को भूल सकते हैं तो दूसरा मॉडरेटर मूल रूप से यह सुनिश्चित करता है कि प्रश्नों की सूची छूट न जाए अब डुइलिंगसमूह क्या है यह बहुत दिलचस्प कभी कभी कक्षा में आपने देखा होगा कि एक समूह या एक व्यक्ति बहुत हावी है वह कुछ बोलता है और अन्य बोलने में सक्षम नहीं हैं वे सिर्फ चुप रहना जानते हों तो क्या होता है दो मॉडरेटर जानबूझकर विपरीत स्थिति लेते हैं इसलिए जब वे विपरीत स्थिति लेते हैं मान लीजिए कि मॉडरेटर कहते हैं कि A अच्छा है और कुछ लोगों को यह पसंद नहीं है लेकिन वे मॉडरेटर या किसी ऐसे व्यक्ति का विरोध भी नहीं कर सकते जो बहुत हावी है तो अन्य मॉडरेटर कहते हैं कि A अच्छा क्यों है जब वे कहते हैं तो जो लोग A का समर्थन नहीं कर रहे हैं उन्हें लगता है कि उनके लिए भी संभावना है या उनके लिए बोलने का मौका है तो यह डुइलिंग मॉडरेटिंग ग्रुप में क्या होता है अब मॉडरेट समूह की गतिशीलता में सुधार के लिए अस्थायी मॉडरेट की भूमिका निभाने के लिए प्रतिभागियों का चयन करता है वह साक्षात्कारकर्ता की तरह है साक्षात्कार और साक्षात्कारकर्ता दोनों अपनी स्थिति बदलते हैं क्या होगा मान लीजिए यदि अन्य व्यक्ति साक्षात्कार के बजाय उसे सवाल पूछने के लिए अनुमति देते हैं तो ग्राहक प्रतिभागियों निजी ग्राहक व्यक्तिगत बना रहे हैं और चर्चा समूह का हिस्सा है यह अब इस केस स्टडी के लिए भी किया जाता है हम ग्राहक को चर्चा का हिस्सा बनने के लिए कहते हैं वह बहुत अच्छी तरह से असली बात को चर्चा करने के लिए ला सकते हैं जिससे चर्चा और अधिक अच्छी होती हैं और लोगों अधिक यथार्थवादी तरीके बातें करते हैं कई समूह छोटे होते हैं जो फोन के आधार पर किए जाते हैं कभी कभी सम्मेलन कॉल या कॉल तकनीक ऑनलाइन बल अच्छे होते हैं और आजकल बहुत लोकप्रिय हो रहे हैं ये दूरी के अंतर में बहुत लोकप्रिय होते जा रहे है और वैश्वीकरण की दुनिया में विभिन्न राष्ट्रों में लोगों को एक साथ लाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते जा रहे है इसलिए यह फोकस समूह का लाभ है यह पूरे मुद्दे में और तालमेल लाता है यह चर्चा शुरू करने के लिए समूह को अनुमति देता है और अधिक नए विचार सही सोच उद्देश्यों को प्रोत्साहित करती हैं जब लोग आम तौर पर खाली होते हैं लेकिन एक बार चर्चा शुरू हो जाती हैं वे अधिक सक्रिय और उत्तेजित हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि आप सुरक्षित हैं सुरक्षा की भावना हो कि मैं जो कुछ भी कह रहा हूं ठीक हूं समूह संगत समूह है इसलिए विचारों की समीक्षा सही और सहजता से जाहिर हो रही है जब सहजता आती है तो सच्ची तस्वीर उस समय आती है जब आप अपने शब्द के साथ खेल सकते हैं या आप अपने शब्दों को बदल सकते हैं और असली बात सामने नहीं आ सकती है लेकिन समूह चर्चा में सहजता के कारण स्वाभाविक रूप से चीजें ठीक हो जाती हैं और फिर जिस तरह से महान विचार आ रहे हैं जैसे कि समूह चर्चा में अचानक आ रहा है और वैज्ञानिक जांच और अंतिम संरचना जो मैं कह रहा हूं चर्चा की सीमाओं के भीतर रहना और चर्चा से बाहर नहीं जाना इसलिए फोकस समूह का यह कुछ फायदा है गति होने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपने शोध में क्या किया है और समय और समूह चर्चा के भीतर और आप जो 8 10 लोग कर सकते हैं वह समूह चर्चा हो सकती है जैसे कि समूह चर्चा के बाद वहां से बाहर आया और दस लोगों को और फिर पचास लोगों को आप दो तीन दिन में आसानी से जानकारी प्राप्त कर रहे हैं जो आप महीने में एकत्र नहीं कर पाए यह बहुत महत्वपूर्ण है तो फोकस समूह के नुकसान में उदाहरण के लिए इसका उपयोग गलत किया जा सकता है यह निर्णायक नहीं है यह सिर्फ व्याख्यात्मक है इसलिए कभी कभी पूर्वाग्रह हो सकता है जो आ सकता है और वह भी मॉडरेटर पर निर्भर करता है और फिर यह बहुत गन्दा हो जाएगा और फिर यह पूरी तरह से जटिल हो जाएगा तो मूल रूप से इस बात पर निर्भर करता है कि चर्चा कितनी प्रभावी ढंग से चलती है और मॉडरेटर उसे कितनी प्रभावी ढंग से करता है और निर्णय लेता है और फिर कभी कभी पूरे उद्देश्य का गलत प्रतिनिधित्व हो सकता है और फिर आप एक युद्ध देख रहे है तो उनके बीच एक लड़ाई है जैसे कि वह यह कोण चार है और यह कोण तीन है तो पुनरावृत्ति एक संदिग्ध बात हो सकती है लेकिन एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि फोकस समूहों को समझने के लिए लोगों का कैसा व्यवहार होगा और समूह में हैं वे क्या कहते थे बहुत स्वाभाविक रूप से बाहर आता है आवेदन की तरह के लिए है और उपभोक्ता धारणा वरीयताओं सभी बातें एक नए उत्पाद अवधारणा के बारे में छाप प्राप्त करती हैं मैं डिटर्जेंट के बारे में बताना भूल गया था जब फोकस समूह करते हैं कि महिलाओं को क्या पसंद है एक डिटर्जेंट में वे फोकस समूह चर्चा करते हैं और लोगों ने कीमत गुणवत्ता सुगंध के बारे में सब बोलना शुरू कर दिया और अंत में वे एकमत निष्कर्ष पर पहुंचे कि सबसे महत्वपूर्ण बात वास्तव में निर्वहन पानी का रंग हैं इसलिए जो कपड़े धोने के बाद या बाल्टी में या वाशिंग मशीन में बचा हुआ है वो दिखता कि यह डिटर्जेंट कपड़ों से गंदगी अधिक निकाल रहा है और यह बहुत मजबूत डिटर्जेंट है इसलिए इस तरह के विचार केवल फोकस समूह में ही आ सकते हैं एक उत्पाद के लिए सही कीमत एक कंपनी सोचते हैं कि हम एक शानदार उत्पाद कर रहे हैं तो हम उसका मूल्य बहुत अधिक कर सकते है लेकिन उपभोक्ता यह महसूस नहीं करता है और यह बात तब आती है जब वे एक तर्क एक बहस एक चर्चा इस पर करते हैं ऑनलाइन फोकस समूह जैसा कि मैंने कहा यह एक छोटे समूह हैं जो उत्तरदाता हैं वो पूर्व लोगों की एक ऑनलाइन सूची है जो भाग लेने में दिलचस्पी दिखाते है और प्रश्नावली पहले से ही उन्हें दी जाती है कि योग्यता के अनुसार और उन्हें पहले से ही सब कुछ बताया गया है कि कैसे उत्तर दे सकते हैं क्योंकि ऑनलाइन में उनके पास आवाज या कुछ और नहीं है इसलिए उन्हें तरीके दिए गए हैं कि वे कैसे सवालों का जवाब दे सकते हैं और इसलिए सब कुछ समझाया गया है तो यह तस्वीर एक ऑनलाइन फोकस समूह चर्चा की हैं जहां लोग अनुसंधान विपणन की एक विशेष वस्तु के बारे में चर्चा कर रहे हैं और उनकी राय दर्ज की जाएगी और प्रतिलेख अंत में दर्ज किया जाएगा इसलिए मैं बहुत ज्यादा समय यहाँ लेना नहीं चाहता यह एक छोटे समूह है जैसा कि मैंने कहा यह एक छोटे से समय आ गया है लेकिन यह सत्यापित करने के लिए बहुत मुश्किल है और शोधकर्ता को बहुत कम नियंत्रण हैं यहाँ पर जबकि एक पारंपरिक समूह में नियंत्रण बहुत अधिक है और यह सत्यापित करना मुश्किल है क्योंकि कभी कभी आप जानते हैं कि प्रतिवादी हमारे साथ नहीं है इसलिए यह बहुत मुश्किल हो जाता है अन्यथा यह बहुत ही लाभकारी बहुत सस्ता है और यह बहुत आर्थिक रूप से संचालित ऑनलाइन सर्वेक्षण है तो यह उदाहरण अटलांटा के अटलांटा मॉल का है जहाँ उद्देश्य सप्ताहांत की यात्राओं के बारे में लोगों की धारणा को निर्धारित करने के लिए था और मॉल की कथित ब्रांड पहचान निर्धारित करने के लिए था इसके लिए कंपनी ने फोकस समूह चर्चा कराई इसके लिए 60 युवाओं से प्रतिक्रियाएँ एकत्र की गई उन्होंने छह फ़ोकस समूहों में यह किया इसमे उन्होंने समान संख्या में पुरुष और महिलाओं को रखा इन युवाओं को 30 डॉलर दिए गए और बिना किसी जानकारी के मॉल का दौरा करने का निर्देश दिया गया तो उन्होंने 30 मिनट कि फोकस समूह चर्चा के बाद पाया की लोग इस 30 डॉलर खर्च को किस तरह खर्च करेंगे उन्होंने पाया की लोग इस धन राशी को अपनी तरह करना चाहते हैं और ज्यादातर वे बजट के भीतर सीमित करने के प्रयास कर रहे थे इसका मतलब है की लोग एक मॉल में घूमते समय बहुत ज़्यादा खर्च करना नहीं चाहते थे और उन्होंने सोचा कि मॉल की ब्रांडेड पहचान वास्तव में बहुत अच्छा अनुभव था इसलिए जब उन्होंने ऐसा किया तो वे समझे की मॉल के मालिकों को वास्तव में क्या उम्मीद थी उन्होंने ड्रेस कोड के आधार पर किसी तरह के भेदभाव को रोक दिया और उन्होंने अच्छे खान पान को अपना बिंदु बनाना शुरू कर दिया उन्होंने खान पान और मनोरंजन के और सोत्र लगाए उन्होंने फलों की अधिक उपलब्धता कराई ताकि लोग अधिक आराम महसूस कर सके तो यह फोकस समूह चर्चा का परिणाम था जो किसी मात्रात्मक शोध से नहीं मिलता इसलिए क्वालिएड शोध बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है